नमस्कार इस विशाल खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम में एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम अनुकूलन के लिए गणितीय प्रारंभिक स्थितियों को देख रहे हैं आइए हम एक अन्य अवधारणा के साथ अपनी चर्चा जारी रखें अर्थात् एक आंतरिक उत्पाद स्थान इसलिए हम उस अवधारणा को देखना शुरू करना चाहते हैं जिसे आंतरिक उत्पाद स्थान के रूप में जाना जाता है आंतरिक उत्पाद स्थान अब एक आंतरिक उत्पाद स्थान क्या है अब एक वास्तविक वेक्टर का एक आंतरिक उत्पाद स्थान अब एक वास्तविक वेक्टर स्थान का आंतरिक उत्पाद एक वास्तविक सदिश स्थान का आंतरिक उत्पाद एक वास्तविक संख्या का असाइनमेंट है जो एक वास्तविक संख्या का असाइनमेंट है और किसी भी 2 वैक्टर के लिए यू बार वी बार जिसे इस संकेतन द्वारा दर्शाया जाता है यू बार अल्पविराम वी बार के आंतरिक उत्पाद को बार करता है और इसे किसी भी 2 वैक्टर के लिए परिभाषित किया जाता है इस मामले में किसी भी 2 वैक्टर के लिए वास्तविक वैक्टर

यू बार अल्पविराम वी बार और यह आंतरिक उत्पाद है जो एक वास्तविक सदिश स्थान के मामले में एक वास्तविक संख्या है और जो आंतरिक उत्पाद को संतुष्ट करता है वह निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करता है वेक्टर का आंतरिक उत्पाद निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करता है पहला गुण रैखिकता है जो एक यू बार प्लस है जो एक रैखिक संयोजन का आंतरिक उत्पाद है एक यू बार प्लस बी वी बार आंतरिक उत्पाद का रैखिक संयोजन है जो कि यू बार डब्ल्यू बार का एक बार यू बार आंतरिक उत्पाद प्लस बी बार अल्पविराम डब्ल्यू बार का आंतरिक उत्पाद है तो यह मूल रूप से रैखिकता गुण है जो रैखिक संयोजन का आंतरिक उत्पाद है a यू बार प्लस b वी बार वेक्टर डब्ल्यू बार के साथ आंतरिक उत्पादों का रैखिक संयोजन है जो आंतरिक उत्पादों का एक गुना आंतरिक उत्पाद यू बार के साथ डब्ल्यू बार प्लस बी गुना वी बार कॉमा डब्ल्यू बार का आंतरिक उत्पाद है यह पहली संपत्ति है फिर हमारे पास सममित संपत्ति या समरूपता है जो बहुत सरल है जो कि यू बार वी बार का आंतरिक उत्पाद वी बार अल्पविराम यू बार के आंतरिक उत्पाद के बराबर है तो हमारे पास है

इसलिए यदि आप इस गुण को समरूपता के लिए एक रैखिकता कहते हैं तो हमारे पास सकारात्मक अर्ध निश्चित गुण है

सकारात्मक अर्ध निश्चित गुण यह मामला होना चाहिए कि किसी भी यू बार के लिए जो वेक्टर स्पेस वी के किसी भी यू बार तत्व के लिए है तो यू बार का आंतरिक उत्पाद 0 से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए

और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यू बार आंतरिक उत्पाद अपने आप में 0 के बराबर है और केवल तभी जब यू बार स्वयं 0 हो तो आंतरिक उत्पाद 0 है अगर और केवल अगर वेक्टर यू बार 0 है तो ये हैं इसलिए यह परिभाषा है यह एक वास्तविक सदिश स्थान के लिए एक वास्तविक संख्या का एक असाइनमेंट है यह रैखिकता सममित समरूपता और सकारात्मक अर्ध निश्चित गुणों को संतुष्ट करता है आइए इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण देखें उदाहरण के लिए मानक उत्पाद आइए हम दो वैक्टरों के बीच मानक डॉट उत्पाद पर विचार करें दो वैक्टरों पर विचार करें डॉट उत्पाद को दो वैक्टरों के बीच परिभाषित किया गया है मान लें कि यू बार यू1 के बराबर है यू2 से यूएन तक और वी बार वी1 के बराबर है वी2 से वीएन तक तो अब ये वास्तविक वैक्टर एन आयामी वैक्टर हैं यह आप कह सकते हैं कि इस बोल्ड आर से एन द्वारा निरूपित एन आयामी वास्तविक वैक्टर के स्थान से संबंधित है और इसे यूक्लिडियन एन स्थान भी कहा जाता है

इसे यूक्लिडियन एन स्पेस भी कहा जाता है और इस यूक्लिडियन एन स्पेस में वैक्टर यू बार और वी बार के बीच के आंतरिक उत्पाद को यू बार ट्रांसपोज़ वी बार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मूल रूप से है यदि आप इसे देखते हैं तो यह है यू 1 यू 2 यू एन पंक्ति वेक्टर गुना कॉलम वेक्टर वी 1 वी 2 वी एन जो मूल रूप से है यू 1 वी एन वी एन तो यह डॉट उत्पाद की परिभाषा है तो यह दो एन आयामी वास्तविक वैक्टरों के बीच का डॉट उत्पाद है कुछ ऐसा जो आपने अपने वेक्टर स्पेस या हाई स्कूल में वेक्टर कलन वर्ग में अच्छी तरह से देखा होगा यह एक मानक डॉट उत्पाद है जिसे डॉट ऑपरेटर द्वारा भी दर्शाया जाता है जो यू बार है डॉट वी बार यह दो वैक्टरों के बीच का डॉट उत्पाद है वास्तव में विशेष रूप से दो वास्तविक एन आयामी वैक्टर अब हम दिखाएंगे कि डॉट उत्पाद एक आंतरिक उत्पाद है जिसे देखना बहुत आसान है पहले हम रैखिकता गुण को देखते हैं यदि आप डब्ल्यू बार के साथ एक यू बार प्लस बी वी बार डॉट उत्पाद को देखते हैं जो कि बस एक यू बार प्लस बी वी बार ट्रांसपोज़ बार डब्ल्यू बार है

जैसा कि हमने देखा है कि यह डॉट उत्पाद की परिभाषा है जो एक बार यू बार ट्रांसपोज़ डब्ल्यू बार प्लस बी बार वी बार ट्रांसपोज़ डब्ल्यू बार है जो डब्ल्यू बार के साथ यू बार के आंतरिक उत्पाद का गुना है और डब्ल्यू बार के साथ वी बार के आंतरिक उत्पाद का गुना है

तो यह रैखिकता गुण को संतुष्ट करता है अब दो अब समरूपता गुण पर आते हैं हमारे पास यू बार डॉट उत्पाद वी बार है जो यू बार ट्रांसपोज़ वी बार के बराबर है जो मूल रूप से वी बार है जो वी बार ट्रांसपोज़ यू बार के समान है जो वी 1 यू 1 प्लस वी 2 यू 2 प्लस वी एन यू एन है

जो वी बार यू बार और 3 है

तो समरूपता समरूपता गुण को संतुष्ट करती है अब हमें सकारात्मक अर्ध निश्चितता को देखना होगा

अब सकारात्मक अर्ध निश्चित गुण अब आप देख सकते हैं कि यू बार का आंतरिक उत्पाद अपने आप में यू बार ट्रांसपोज़ यू बार है जो कि यू 1 वर्ग प्लस यू 2 वर्ग प्लस यू एन वर्ग है जो 0 से अधिक या उसके बराबर है

वास्तव में हमने देखा है कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन इसका उपयोग 2 मानक वर्ग को परिभाषित करने के लिए किया जाता है यानी यह एल2 मानक वर्ग मानक u बार वर्ग है जो 0 के बराबर से अधिक है वास्तव में 0 के बराबर यदि और केवल तभी मानक u बार वर्ग 0 के बराबर से अधिक है वर्गों का योग 0 है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक घटक 0 u1 बराबर है u2 बराबर है n का u बराबर है 0 जिसका अर्थ है कि u बार 0 के बराबर है तो यह सकारात्मक अर्ध निश्चित है यह सकारात्मक अर्ध निश्चित है कि यू बार का आंतरिक उत्पाद हमेशा 0 के बराबर से अधिक होता है यह केवल 0 होता है जब यू बार वेक्टर समान रूप से 0 होता है और इसलिए मानक डॉट उत्पाद एक आंतरिक उत्पाद है

और वास्तव में इसे मानक आंतरिक उत्पाद भी कहा जाता है इसे आर एन पर मानक आंतरिक उत्पाद भी कहा जाता है जो कि यूक्लिडियन एन स्पेस या वास्तविक वैक्टर के एन आयामी स्थान का एन आयामी सेट है

यूक्लिडियन एन स्पेस या वास्तविक वैक्टर का एन आयामी स्पेस डॉट उत्पाद एक आंतरिक उत्पाद है आइए अब हम दो आयामी वैक्टर के लिए एक और उदाहरण पर विचार करें उदाहरण के लिए हमारे पास एक्स बार एक्स1 एक्स2 के बराबर है और वाय बार वाय1 वाय2 के बराबर है

तो ये दोनों मूल रूप से 2 डी वैक्टर हैं जो कि 2 आयामी यूक्लिडियन स्पेस से संबंधित हैं और आइए हम इस 2 2डी वैक्टर के लिए इस असाइनमेंट एक्स बार वाय बार को दो बार एक्स 1 वाय 1 माइनस एक्स 1 वाय 2 माइनस एक्स 2 वाय 1 प्लस 5 एक्स 2 वाय 2 के रूप में परिभाषित करते हैं

अब हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि हम यह दिखाना चाहते हैं कि यह एक आंतरिक उत्पाद है यह ए वैध कार्य है यह कार्य ए वैध आंतरिक उत्पाद है और इसे निम्नानुसार दिखाया जा सकता है सामान्य तौर पर हम रैखिकता गुण से शुरू करते हैं अब हम एक वेक्टर पर विचार करते हैं अर्थात एक एक्स बार प्लस b एक्स टिल्डे अर्थात एक गुना एक्स 1 एक्स 2 द्वि आयामी वेक्टर प्लस b गुना एक्स 1 टिल्डे एक्स 2 टिल्डे तो हम दो वैक्टर एक्स बार और एक्स टिल्डे का एक रैखिक संयोजन ले रहे हैं अब इसे एक आंतरिक उत्पाद होने के लिए आइए अब किसी भी वेक्टर वाय बार के साथ आंतरिक उत्पाद को एक एक्स बार प्लस b एक्स टिल्ड पर विचार करें अब इसे दिखाया जा सकता है क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि यह दो बार a एक्स 1 प्लस b एक्स 1 टिल्डे गुणा वाय 1 माइनस a एक्स 1 प्लस b एक्स 1 टिल्डे गुणा वाय 2 माइनस a एक्स 2 प्लस b एक्स 2 टिल्डे गुणा वाय 1 प्लस 5 के बराबर है गुना a एक्स 2 जमा b एक्स 2 टिल्डे गुना वाय 2 और अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह रैखिक है जिसे a के रूप में लिखा जा सकता है यदि आप घटकों को अलग करते हैं और इसे लिखते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यह एक बार एक्स बार अल्पविराम वाय बार है प्लस b गुना एक्स टिल्ड अल्पविराम वाय बार और इसलिए यह रैखिक है तो संतुष्टि का तात्पर्य है कि यह रैखिक है तो हमने दिखाया है कि असाइनमेंट लीनियर है अब हम समरूपता सममित गुण को देखते हैं और इसे निम्नानुसार दिखाया जा सकता है तो अब आते हैं देखते हैं समरूपता के पहलू के लिए आप देख सकते हैं कि एक्स बार वाय बार यह दो बार एक्स 1 वाय 1 माइनस एक्स 1 वाय 2 माइनस एक्स 2 वाय 1 या माइनस वाय 2 एक्स 1 के बराबर है

मुझे खेद है कि माइनस एक्स 2 वाय 1 माइनस एक्स 2 वाय 1 प्लस 5 एक्स 2 वाय 2 और अब इसे बिना किसी प्रयास के भी लिखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि यह दो बार एक्स वाय 1 एक्स 1 माइनस एक्स 2 वाय 1 प्लस 5 एक्स 2 शब्दों को बदल रहा है दूसरा और तीसरा पद यह माइनस वाय 1 एक्स 2 माइनस एक्स 1 वाय 2 प्लस 5 वाय 2 एक्स 2 होगा और आप आसानी से देख सकते हैं कि एक्स1वाय2 मैं माइनस वाय2एक्स1 के रूप में लिखूंगा और आप आसानी से देख सकते हैं कि यह असाइनमेंट वाय बार अल्पविराम एक्स बार के अलावा और कुछ नहीं है तो हमारे पास एक्स बार वाय बार बराबर वाय बार अल्पविराम एक्स बार है और इसलिए इसका तात्पर्य है कि यह समरूपता गुण को संतुष्ट करता है और अंत में अब सकारात्मक अर्ध निश्चित गुण पर आते हैं

अब सकारात्मक अर्ध निश्चित गुण पर आते हैं अब यदि आप एक्स बार एक्स बार को देखते हैं तो वह दोगुना एक्स 1 वर्ग माइनस 2 एक्स 1 एक्स 2 प्लस 5 एक्स 2 वर्ग होगा जो एक्स 1 वर्ग प्लस एक्स 2 वर्ग प्लस 2 एक्स 1 एक्स 2 प्लस एक्स 1 वर्ग प्लस 4 एक्स 2 वर्ग माइनस 4 एक्स 1 एक्स 2 के योग के रूप में लिख सकता हूं

और यह अच्छी तरह से एक्स1 प्लस एक्स2 पूरे वर्ग प्लस एक्स1 माइनस 2 एक्स2 वर्ग के बराबर है जो 0 से अधिक या बराबर है

तो दो पूर्ण वर्गों का योग यह 0 के बराबर से अधिक है तो इसका मतलब है कि यह सकारात्मक अर्ध निश्चित गुण को संतुष्ट करता है यह पीएसडी गुण को संतुष्ट करता है और वास्तव में आप देख सकते हैं कि यह केवल 0 के बराबर है जब यह 0 के बराबर है केवल अगर एक्स1 जमा एक्स2 दोनों को 0 होना चाहिए क्योंकि यह पूर्ण वर्गों का योग है तो दोनों को 0 एक्स 1 माइनस 2 एक्स 2 भी 0 होना चाहिए और इसका तात्पर्य है कि एक्स 1 बराबर एक्स 2 बराबर 0 है तो यह केवल 0 है जब एक्स1 बराबर एक्स2 बराबर 0 है जिसका अर्थ है एक्स बार बराबर है तो हमारे पास पीएसडी गुण है जो एक्स बार एक्स बार है असाइनमेंट 0 के बराबर से अधिक है और 0 के बराबर है केवल अगर एक्स बार 0 के बराबर है तो हमने यही दिखाया है इसलिए यह पीएसडी संपत्ति को भी संतुष्ट करता है इसलिए क्योंकि यह रैखिकता समरूपता और पीएसडी गुणों को संतुष्ट करता है यह एक वैध आंतरिक उत्पाद है तो अंत में हमारे पास यह है कि एक्स बार अल्पविराम वाय बार 2 एक्स 1 वाय 1 माइनस एक्स 1 वाय 2 माइनस एक्स 2 वाय 1 प्लस 5 एक्स 2 वाय 2 के बराबर है अब हम दावा कर सकते हैं कि यह एक संयोग नहीं है

वास्तव में इस तरह के आंतरिक उत्पाद का निर्माण निम्नलिखित चीज़ को देखकर किया जा सकता है मैं इस बात को लिख सकता हूं क्योंकि यह एक्स1 एक्स2 दो बार माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 कॉमा 5 के बराबर है वाय1वाय2 जो एक्स बार ट्रांसपोज़ ए वाय बार के अलावा और कुछ नहीं है जहां ए यह मैट्रिक्स है आपके पास ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसे 2 माइनस 1 माइनस 15 के रूप में दिया गया है आप देख सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह मूल रूप से आंतरिक उत्पाद लिखने का एक और तरीका है जिसे हमने अभी परिभाषित किया है और अब आप वास्तव में इस मैट्रिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प गुण दिखा सकते हैं यह मैट्रिक्स ए एक सकारात्मक अर्ध निश्चित सकारात्मक निश्चित मैट्रिक्स है तो आप देख सकते हैं कि यह मैट्रिक्स ए एक सकारात्मक निश्चित निश्चित मैट्रिक्स है

और आप इसे इस प्रकार देख सकते हैं याद रखें कि हमने कहा था कि यह मैट्रिक्स पहले देखें कि यह मैट्रिक्स सममित है हमारे पास ए बराबर ए ट्रांसपोज़ है इसके अलावा यदि आप आइगन मान ए माइनस को देखते हैं यदि आप ए माइनस लैम्ब्डा का निर्धारक 0 के बराबर निर्धारित करते हैं तो हमारे पास क्या है आपके पास 2 माइनस लैम्ब्डा माइनस 1 माइनस 15 माइनस लैम्ब्डा 2 माइनस लैम्ब्डा माइनस 1 माइनस 10 के बराबर का निर्धारक है इसका मतलब है कि 2 माइनस लैम्ब्डा गुणा 5 माइनस लैम्ब्डा प्लस 1 0 के बराबर है

अब यदि आप इस लैम्ब्डा वर्ग माइनस 7 लैम्ब्डा को सरल बनाते हैं तो मुझे खेद है कि यह निर्धारक माइनस 1 माइनस लैम्ब्डा वर्ग माइनस 7 लैम्ब्डा प्लस 10 माइनस 1 0 के बराबर है लैम्ब्डा वर्ग का तात्पर्य है माइनस 7 लैम्ब्डा प्लस 9 बराबर 0 का मतलब है कि लैम्ब्डा 7 वर्ग 49 माइनस 49 36 7 प्लस या माइनस 13 विभाजित वर्गमूल 13 को 2 से विभाजित करने के बराबर है और आप देख सकते हैं कि दोनों आइगेन मान 0 से अधिक हैं बाकी दो आइगेन मान और आइगेन मान आइगेन मानों की तुलना में सख्ती से अधिक हैं जो सख्ती से 0 से अधिक हैं तो सममित प्लस 0 से अधिक आइगेन मानों का अर्थ है कि ए सकारात्मक निश्चित है

तो ए एक सकारात्मक निश्चित मैट्रिक्स है

तो ए एक सकारात्मक निश्चित मैट्रिक्स है और इसलिए एक्स बार ट्रांसपोज़ तो अब वास्तव में एक दिलचस्प गुण है और आप इसे आसानी से दिखा सकते हैं यदि आप दो सदिश को देखते हैं यदि आप एक आंतरिक उत्पाद को परिभाषित करते हैं कि एक्स बार और वाई बार के बीच एक्स बार ए वाई बार को स्थानांतरित करता है जहां ए सकारात्मक निश्चित है यह एक आंतरिक उत्पाद है यानी यह ए है यह एक आंतरिक उत्पाद है जहां ए एक सममित सकारात्मक है

मुझे यह भी लिखने दें कि यह एक आंतरिक उत्पाद है यह एक आंतरिक उत्पाद एक्स बार ट्रांसपोज़ ए वाय बार है जहां ए एक सममित सकारात्मक निश्चित मैट्रिक्स है जो एक आंतरिक उत्पाद है

और आंतरिक उत्पाद के अन्य दिलचस्प पहलुओं में से एक यह है कि इसका उपयोग एक मानक को परिभाषित करने के लिए भी किया जा सकता है और यह आंतरिक उत्पाद के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है यह एक मानक को प्रेरित करता है और उस मानक को निम्नानुसार दिया गया है तो मानक ऐसा है आंतरिक उत्पाद का उपयोग एक मानक को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है इसलिए आंतरिक उत्पाद की इस अवधारणा का उपयोग करके मानक को परिभाषित किया जा सकता है

और वास्तव में इसे निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है हमारे पास यू बार वर्ग का मानक है यह अपने साथ यू बार के आंतरिक उत्पाद के बराबर है जिसका अर्थ है कि मूल रूप से वेक्टर यू बार का मानक यू बार के आंतरिक उत्पाद के वर्गमूल के बराबर है और वास्तव में इकाई मानक सदिश को अब यू हैट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यू बार के मानक द्वारा विभाजित यू बार के बराबर है जो यू बार को यू बार यू बार के वर्गमूल द्वारा विभाजित किया जाता है

और वास्तव में हमने जो देखा है वह यह भी है कि इस प्रक्रिया को सामान्यीकरण भी कहा जाता है जब आप एक वेक्टर को उसके मानक से विभाजित करते हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि वेक्टर सामान्यीकृत है और आप यह भी देख सकते हैं कि यह मानक आंतरिक उत्पाद के लिए सही है यानी आर एन में मानक आंतरिक उत्पाद यानी यदि आप एक्स बार अल्पविराम एक्स बार को देखते हैं जहां एक्स बार आर एन से संबंधित है और यह मानक आंतरिक उत्पाद है जिसे हमने पहले ही देखा है कि एक्स बार का आंतरिक उत्पाद मूल रूप से है यह एक्स 1 वर्ग प्लस एक्स 2 वर्ग प्लस एक्स एन वर्ग है जो कि एल 2 मानक वर्ग के अलावा और कुछ नहीं है

और इसलिए यह मानक का वर्ग है और हम इसे पहले ही मानक आंतरिक उत्पाद के लिए देख चुके हैं यह परिणाम जो कहता है वह यह है कि न केवल मानक आंतरिक उत्पाद के लिए जो दो वैक्टर के डॉट उत्पाद द्वारा दिया जाता है बल्कि इन दो वैक्टर एक्स बार वाय बार पर किसी भी आंतरिक उत्पाद का उपयोग एक मानक को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है अर्थात मानक को एक्स बार के आंतरिक उत्पाद के वर्गमूल के रूप में दिया जाता है उदाहरण के लिए पिछले उदाहरण में हमने देखा है कि एक्स बार एक वाय बार को स्थानांतरित करता है ठीक है जिसका अर्थ है कि उस आंतरिक उत्पाद के तहत एक्स बार का मानक एक्स बार ट्रांसपोज़ ए एक्स बार के वर्गमूल के रूप में दिया गया है तो एक्स बार का मानक एक्स बार ट्रांसपोज़ ए एक्स बार के वर्गमूल के बराबर है और यह पिछले उदाहरण के लिए है

आइए हम आंतरिक उत्पादों के अन्य उदाहरणों को देखें

तो हमारे पास कुछ अन्य उदाहरण हैं जो हमने पहले ही यू बार ट्रांसपोज़ वी बार को देखा है जो कि आर एन पर मानक मानक है यह एक आंतरिक उत्पाद है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं अब आंतरिक उत्पाद का एक और दिलचस्प अनुप्रयोग यह है कि आइए हम एक अंतराल ए कॉमा बी पर निरंतर कार्यों के स्थान पर विचार करें जिसे ए कॉमा बी के सी द्वारा दर्शाया गया है जो कि एक कॉमा बी पर निरंतर कार्यों का समूह है

अंतराल ए बी पर और मान लीजिए कि हमारे पास दो फलन एफ जी हैं जो ए बी के सी से संबंधित हैं जो अंतराल ए बी पर उनके निरंतर फलन हैं फिर जी के एफ के रूप में परिभाषित कार्य अंतराल ए पर समाकलन के बराबर होता है एक्स के एक्स जी का बी एफ या एक्स डी एक्स का यह समाकलन एफ यह एक आंतरिक उत्पाद है वास्तव में यह एक बहुत ही दिलचस्प अनुप्रयोग है वास्तव में इसका उपयोग अब एक मानक को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है तो यह फलन एफ अल्पविराम जी के लिए एक आंतरिक उत्पाद है और वास्तव में जो मानक उत्पन्न होता है वह मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन एफ का मानक अभिन्न ए अल्पविराम बी है या एफ वर्ग का मानक मूल रूप से एफ का आंतरिक उत्पाद है जो स्वयं के साथ एक अल्पविराम बी का अभिन्न है

अंतराल पर समाकलन ए अल्पविराम बी एफ वर्ग एक्स d एक्स या यह और कुछ नहीं है लेकिन संकेत की ऊर्जा है कि यदि आप इसे समय में संकेत के रूप में देखते हैं मैं इसे समय में एक संकेत के रूप में सोचता हूं यह मूल रूप से अंतराल में संकेत की ऊर्जा है यह अंतराल ए बी में संकेत की ऊर्जा है

तो वह एक और है तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है तो मूल रूप से कोई भी एक आंतरिक उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित कर सकता है कोई भी निरंतर कार्यों के स्थान पर एक आंतरिक उत्पाद को भी परिभाषित कर सकता है और इसलिए मानक या मानक मानक और साथ ही मानक वर्ग को परिभाषित करें वास्तव में फलन का मानक वर्ग आधारित है या संकेत उस विशेष अंतराल में संकेत की ऊर्जा है इस आंतरिक उत्पाद स्थान का एक और दिलचस्प उदाहरण एम क्रॉस एन मैट्रिक्स के स्थान पर विचार करें तो हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का स्थान है उदाहरण के लिए एम बराबर 3 एन बराबर 2 का तात्पर्य है कि हमारे पास 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं और उदाहरण के लिए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए के बराबर ए11 ए12 ए21 ए22 ए31 ए32 हैं और हमारे पास बी मैट्रिक्स बी के बराबर बी11 बी12 बी21 बी22 बी31 बी32 है और आंतरिक उत्पाद ए बी को बी ट्रांसपोज़ ए के ट्रेस के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि अब यह एक दिलचस्प अवधारणा है जो एक वर्ग मैट्रिक्स का ट्रेस ट्रेस है यह एक वर्ग मैट्रिक्स का ट्रेस है

ट्रेस ऑपरेटर को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि यह एक वर्ग मैट्रिक्स के विकर्ण तत्वों के योग के बराबर है एक वर्ग मैट्रिक्स के कुछ विकर्ण तत्व जो वर्ग मैट्रिक्स का निशान है और इसे एक आंतरिक उत्पाद के रूप में दिखाया जा सकता है इसे एक आंतरिक उत्पाद निशान के रूप में भी दिखाया जा सकता है जिसे एक आंतरिक उत्पाद के रूप में भी दिखाया जा सकता है

तो हमने इस मॉड्यूल में जो किया है वह यह है कि हमने आंतरिक उत्पाद इसकी परिभाषा विभिन्न गुणों को देखा है या आंतरिक उत्पाद में एक असाइनमेंट कब है और कई उदाहरण हैं हम इस चर्चा को अगले मॉड्यूल में जारी रखेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद